तो हमने देखा कि सीरीज संट के लिए इनसरसन लॉस 01dB के आर्डर का है जबकि आइसोलेशन 20 dB के आर्डर का है इसके बाद हमने 3 एलिमेंट का पिन डायोड स्विच और 5 एलिमेंट का पिन डायोड स्विच देखा तो आज हम अगलेकॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि सीरीज सिंगल पोल डबल थ्रो है तो सिंगल पोल डबल थ्रो का संक्षिप्तीकरण SPDT है और इसे सामान्यता SP2T से भी जानते हैं तो यहां देखते हैं इसका सिद्धांत क्या है तो इनपुट इस पोर्ट पर दिया है और यह आउटपुट 1 पर जा सकता है या यह आउटपुट 2 पर जा सकता है यह निर्भर करता है कि डायोड D1 और D2 कैसे वॉइस हैं तो अगर D1 फारवर्ड वाइस है और D2 रिवर्स वॉइस है यह महत्वपूर्ण है तो जब D1 फॉरवर्ड वाइस है इनपुट आउटपुट 1 पर जाएगा तो इनपुट आउटपुट 1 पर जाएगा जब D1 ऑन है और D2 ऑफ है कृपया ध्यान दें कि दोनों एक साथ ऑन नहीं होना चाहिए अगर दोनों एक साथ ऑन होते हैं तब यह एक पावर डिवाइडर नेटवर्क की तरह कार्य करेगा और दोनों डायोड ऑफ होते हैं तब सभी कुछ इनपुट की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो जब हम चाहते हैं कि इनपुट आउटपुट 2 पर जाए इस स्थिति में D2 फॉरवर्ड वॉइस होना चाहिए और D1 रिवर्स वॉइस होना चाहिए अब इसी SPDT को प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका देखते हैं लेकिन संट कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा आप देख सकते हैं कि यहां D1 डायोड और D2 डायोड है और वे संट कॉन्फ़िगरेशन में जोड़े गए हैं यद्यपि यहां एक अतिरिक्त चीज है जो कि आप देख सकते हैं कि यहां एक λ4 लंबाई की लाइन है यह लाइन की लंबाई λ4 है तो मैं आपको बताऊंगा कि इस लाइन की लंबाई का क्या उद्देश है देखते हैं अब जब इस पोर्ट से इनपुट आ रहा है और मानते हैं कि D1 ऑन है और जब D1 ऑन है यह ऑफ होना चाहिए ठीक है तो जब ये ऑफ है तब क्या होगा यह ऑफ है तो इनपुट यहां से इस तरफ जाएगा और जब यह शार्ट सर्किट होता है तो आउटपुट 1 पर कुछ भी नहीं जाएगा लेकिन अगर हम इसे λ4 नहीं लेते हैं तब इस स्थिति में क्या होगा अगर D1 को ठीक यहां जोड़ा जाए और अगर यह फॉरवर्ड वाइस है तो इसका मतलब है यह शार्ट सर्किट है तब कुछ भी यहां नहीं जाएगा असल में सभी कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगा लेकिन इस λ4 को लेने पर अब क्या होता है

यह एक सीरीज संट SPDT स्विच का माइक्रो स्ट्रिप वर्जन है तो इसे ध्यान से देखो इनपुट यहां से आ रहा है आप देख सकते हैं कि जब इनपुट यहां से आ रहा है वहां एक कपलिंग कैपेसिटर है यह कपलिंग कैपेसिटर DC वोल्टेज को रोकता है और फिर यहां से इनपुट यहां आता है अब यह इनपुट आउटपुट 1 अथवा आउटपुट 2 पर जा सकता है यह निर्भर करता है कि डायोड की स्थिति कैसी है तो हम अगर कहें इनपुट को आउटपुट 1 पर भेजना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको यहां एक वोल्टेज देना पड़ेगा जोकि यहां V है और उस समय यह V होना चाहिए तो देखते हैं क्या होता है तो जब हम यहां V देते हैं तो यह प्लस वोल्टेज यहां जाता है तो यह डायोड इस विशेष पाथ के द्वारा कंडक्ट करेगा और जब यह है तो यह डायोड ऑफ होगा तो यह ऑफ है यह ऑन है तो इनपुट इस विशेष पाथ के द्वारा आउटपुट 1 पर जाता है यद्यपि इस पॉइंट पर यह रिवर्स बॉयस होना चाहिए और यह फॉरवर्ड वाइस होना चाहिए तो इसे कैसे प्राप्त करते हैं देखते हैं जब यह वोल्टेज नेगेटिव है तो यह नेगेटिव वोल्टेज बताता है कि यह डायोड कंडक्ट होगा तो यह फॉरवर्ड वाइस होगा मतलब शार्ट और यह नेगेटिव वोल्टेज बताएगा कि यह रिवर्स वॉइस है जिसका मतलब है कि डायोड ऑफ है तो यहां से यहां कुछ भी नहीं जाता है और अगर हम इसका विपरीत लेते हैं इसका मतलब है कि अब यह वोल्टेज V और यह वोल्टेज V है तो जब यह V है यह इस पाथ से कंडक्ट करेगा और जब यह कंडक्ट करेगा ये रिवर्स वॉइस होगा ठीक है तो इसका मतलब है कि ये पाथ आउटपुट 2 के लिए अब साफ है इस समय अब यह माइनस है तो जब यह माइनस है यह डायोड कंडक्ट करेगा तो इसका मतलब है यह शार्ट सर्किट पाथ देगा और यह डायोड ओपन सर्किट देगा तो इनपुट आउटपुट 1 पर नहीं जा सकता है अब यह कुछ अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहता हूं और यह वाईसिंग के लिए है वाईसिंग कैसे करते हैं और इन λ4 सेक्शन की भूमिका क्या है तो देखते हैं यहां वोल्टेज एक नैरो माइक्रोस्ट्रिपलाइन के द्वारा दिया है जो कुछ इंडक्टर प्रदान करेगी और यह इंडक्टर AC फ्रीक्वेंसी पर उच्च एमपीडांस प्रदान करेंगे अब यहां यह पेच ऊपरी सतह और नीचे ग्राउंड सतह के बीच एक कैपेसिटेंस देगा तो ऊपरी सतह और नीचे ग्राउंड सतह के बीच एक कैपेसिटेंस ट्रांजियंट को हटाने के लिए बढ़िया है तो देखते हैं इसके बाद यहां यह ओपन सर्किट है और हमारे पास एक λ4 लंबाई है तो ओपन शार्ट की तरह कार्य करेगा इसके बाद फिर से हमारे पास एक λ4 सेक्शन है तो यह शार्ट ओपन की तरह कार्य करेगा तो इसका मतलब है कि AC सर्किट के लिए यह अपेक्षाकृत ओपन सर्किट होगा इसी तरह इस तरफ भी यही कॉन्फ़िगरेशन लिया जाता है ठीक है तो सामान्य रूप से इसका उद्देश्य एक आसान DC पाथ देना और वांछित AC फ्रीक्वेंसी पर ओपन सर्किट की तरह कार्य करना भी है फिर से अगर आप इस हिस्से को देखें यह लंबाई λ4 के बराबर है जिससे जब यह यहां शॉर्ट सर्किट होता है यह एक ओपन सर्किट की तरह कार्य करेगा तो इस तरफ कुछ भी नहीं जाएगा ठीक है तो यहां फिर से इनपुट आउटपुट 1 पर जाएगा जब Vs पॉजिटिव है और इनपुट आउटपुट 2 पर जाएगा जब यह पॉजिटिव है तो हमने इस कॉन्फ़िगरेशन को फैब्रिकेट किया और मैं आपको फैब्रिकेट रिजल्ट दिखाता हूं तो आप देख सकते हैं कि यह सर्किट की फोटोग्राफ से जो कि हमने फैब्रिकेट किया सीरीज SPDT स्विच के लिए हमने इनफिनीऑन पिन डायोड को लिया फॉरवर्ड रजिस्टेंस रिवर्स और अन्य पैरामीटर यहां दिए गए हैं तो मैं आपको बताऊं कि रिजल्ट क्या है तो इनपुट पोर्ट जब हम यहां इनपुट देते हैं यह 2 GHz फ्रीक्वेंसी के लिए डिजाइन था इनपुट 2 GHz के रिजल्ट यहां दिखाए गए हैं और देखो हम पोर्ट 2 और पोर्ट 3 पर क्या प्राप्त करते हैं तो जब यह डायोड फॉरवर्ड वाइस है और उस समय यह रिवर्स वॉइस होना चाहिए तब इनपुट पोर्ट 2 पर जाएगा तो आप देख सकते हैं कि यह पोर्ट 2 का रिस्पांस है इस पॉइंट पर पोर्ट 3 पर अपेक्षाकृत कुछ भी नहीं जाना चाहिए यद्यपि हम देख सकते हैं कि कुछ पवर पोर्ट 3 पर जा रही है तो देखते हैं हमें क्या वैल्यू मिल रही हैं तो आउटपुट पोर्ट 2 पर लगभग 3dB है तो आप कह सकते हैं कि इनसरसन लॉस 3dB के आर्डर का है जबकि पोर्ट 3 पर आउटपुट लगभग 153 dB है तो इसका मतलब है कि आइसोलेशन इस पोर्ट के मध्य है और यह पोर्ट और कुछ नहीं बल्कि ठीक 153 3 जो कि लगभग 123 dB है तो इस संदर्भ में यह एक अच्छा स्विच नहीं है क्योंकि पोर्ट 2 और पोर्ट 3 के मध्य आइसोलेशन केवल 123 dB के आर्डर का है इसलिए बेहतर डिजाइन होनी चाहिए और असल में मैंने बताया कि आप सीरीज और संट का कॉन्बिनेशन बेहतर रिजल्ट के लिए ले सकते हैं तो अब एक व्यवसायिक रूप से उपलब्ध स्विच देखते हैं तो यह SP2T IC है जो कि sky works से उपलब्ध है यहां यह नंबर है अब उन्होंने बताया कि यह स्विच 001 से 6 GHz तक कार्य करता है यद्यपि यहां इसको प्राप्त करने के लिए मैं कुछ रुचिकर चीजें बताता हूं सबसे पहले इसके पिन नंबर को देखो तो आप देख सकते हैं कि यहां कुल 6 पिन नंबर है तो आप यहां देख सकते हैं यह VDD है आप यहां वोल्टेज सप्लाई जोड़ते हैं यहां इस पोर्ट पर इनपुट दिया जाता है और आउटपुट इस तरफ से ले सकते हैं अथवा ये इस तरफ जा सकता है यह यहां कंट्रोल वोल्टेज पर निर्भर करता है देखते हैं यह IC कैसे कार्य करती है यह इनपुट है इसके अनुसार अगर स्विच इस अवस्था में है तब इनपुट RF1 पर जाएगा और अगर स्विच इस अवस्था में है तब इनपुट RF2 पर जाएगा तो हमारे पास एक VDD वोल्टेज है और यह कंट्रोल वोल्टेज है तो देखते हैं इस कंफीग्रेशन का परफॉर्मेंस क्या है तो आप देख सकते हैं कि रिजल्ट 0 से 6 GHz तक दिए गए हैं इनसरसन लॉस फ्रिकवेंसी बैंड पर 04dB के आर्डर के हैं देखते हैं आइसोलेशन का परफॉर्मेंस क्या है तो आप देख सकते हैं कि आइसोलेशन 1 GHz पर बहुत अच्छा है जो कि लगभग 30dB आइसोलेशन है लेकिन जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ती है आप देख सकते हैं कि आइसोलेशन कम होने लगता है तो आइसोलेशन 5 GHz पर लगभग 20dB हो जाता है एक और दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं आप इन कैपेसिटेंस को कैसे लेते हैं

तो मैं इसकी एक एप्लीकेशन के बारे में बात करने जा रहा हूं जहां यह फेज शिफ्टर बहुतायत में उपयोग होते हैं तो हमने अभी एंटीना के बारे में नहीं पढा जिनको हम बाद में देखेंगे लेकिन अभी केवल इसका सिद्धांत देखते हैं तो हमारे पास 8 अलग अलग एंटीना है जिनको हम इन प्रतीकों के द्वारा दर्शाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हम मानते हैं कि हमारे पास यहां एक सिग्नल है जिसको एमप्लीफाई किया और यह सिग्नल दो भागों में विभक्त किया हम पहले ही टू वे पावर डिवाइडर के बारे में देख चुके हैं इसके बाद दूसरा टू वे पावर डिवाइडर और फिर एक और टू वे पावर डिवाइडर तो आप देख सकते हैं कि यह पूरा का पूरा कॉन्बिनेशन और कुछ भी नहीं बल्कि 8 वे पावर डिवाइडर है और इसके बाद हमने यहां 8 फेज शिफ्टर को जोड़ा है और यह फेज शिफ्टर 8 अलग अलग एंटीना से जुड़े हुए हैं अब जब ये सभी फेज शिफ्टर एक समान वैल्यू के होते हैं उस स्थिति में सभी एंटीना एक समान एंप्लीट्यूड और सामान फेज के साथ फीड होंगे तब रेडिएशन ब्रॉड साइड दिशा में होगा तो अब हम मानते हैं कि हम फेज बदलते हैं और सच कहें तो फेज स्टेप में बदले जाते हैं तो अगर यह 0 माने तब यह Δ होगा और यह2Δ 3Δ 4Δ 5Δ 6Δ 7Δ होगे तो अब आप इस फेज शिफ्टर के बारे में सोच सकते हैं तो माना कि यह 00 हो सकता है इसके बाद इस को 100 मानते हैं और फिर 20 30 40 50 60 70 तो क्या होगा ऐसी स्थिति में बीम इसकी तरह शिफ्ट होगी अगर हम 10 के स्टेप की जगह फेज को बढ़ाते हैं तो माना कि हम स्टेप को 20 डिग्री के द्वारा बढ़ाते हैं इसके बाद यहां इसकी तरह बीम शिफ्ट होगी इसी तरह अगर हम फेज वैल्यू को से तक बदलते हैं तब बीम दूसरी दिशा में शिफ्ट होगी तो हम बीम को इस दिशा से इस दिशा में स्कैन कर सकते हैं असल में इस स्थिति में एंटीना घूमता नहीं है यह एंटीना के पीछे केवल फेज है जो बदल रहा है इसलिए केवल इन एलिमेंट के फेज के अंतर को बदल कर हम इस दिशा में बीम को स्कैन कर सकते हैं बेशक यह एक लीनियर अरे का उदाहरण है आप प्लेनर फेज अरे एंटीना ले सकते हैं उस स्थिति में आप इस दिशा के साथ साथ इस दिशा में भी बीम को स्कैन कर सकते हैं तो यहां हम आज के लेक्चर का सारांश देखेंगे तो हमने आपको केवल फेज शिफ्टर के सिद्धांत से परिचय कराया हमने एनालॉग फेज शिफ्टर के बारे में देखा हमने डिजिटल फेज शिफ्टर के बारे में देखा और इसके बाद हमने फेज अरे एंटीना के बारे में देखा अगले लेक्चर में हम देखेंगे की इन एनालॉग और डिजिटल फेज शिफ्टर को कैसे बनाते हैं